तो इंजीनियरिंग मैथमैटिक्स II के व्याख्यान में आपका स्वागत है और यह एलजेब्रिक और ट्रान्सेंडैंटल इक्वेशनस के रूट्स निर्धारण पर व्याख्यान संख्या 24 है तो आज हम उन विभिन्न मैथड्स के बारे में बात करेंगे जिनका मतलब है कि न्यूमैरिकल मैथड्स का उपयोग एलजेब्रिक और ट्रान्सेंडैंटल इक्वेशनस के रूट्स को निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है उनमें से एक बाइसैक्शन मैथड एलजेब्रिक और ट्रान्सेंडैंटल इक्वेशनस के रूट्स प्राप्त करने के लिए सबसे सरल दृष्टिकोणों में से एक है दूसरा दृष्टिकोण जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वह फिक्स पॉइंट इटरेशन मैथड है और फिर दो और दृष्टिकोण हैं जिन्हें हम अगले व्याख्यान में शामिल करेंगे तो ये न्यूटन रैप्सन मैथड और सेकेंट मैथड हैं तो मूल रूप से ये चार एप्रोक्सीमेशनस एल्गोरिथ्म है इसके बारे में दो व्याख्यानों में बात करेंगे तो पहले दो जिन्हें हम इस वर्तमान व्याख्यान में शामिल करेंगे और अगले दो अगले व्याख्यान का विषय होंगे तो बाइसैक्शन मैथड पर आते हुए यह कन्टिन्यूअस फंक्शन के शून्य के लिए निम्नलिखित प्रमेय पर आधारित है यह प्रमेय क्या है किसी दिए गए कन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए fab→R इस प्रकार है कि fafb0 अत a और f पर फलन के मान का प्रोडक्ट ऋणात्मक होता है और यह दर्शाता है उदाहरण के लिए यह a है और यह b है इसलिए उदाहरण के लिए f धनात्मक है और दूसरा तरीका f ऋणात्मक है या f a पर ऋणात्मक हो सकता है और फिर यह b पर धनात्मक हो सकता है ताकि प्रोडक्ट हमेशा ऋणात्मक हो तो उनमें से एक धनात्मक है और दूसरा ऋणात्मक है तभी यह संभव है तो स्वाभाविक रूप से यदि फंक्शन कन्टिन्यूअस है तो यह x अक्ष को पार करेगा तो इसका एक रूट होना चाहिए तो यह इस बाइसैक्शन मैथड के पीछे का सिद्धांत है जिसे हम इस व्याख्यान में थोड़ा और खोजेंगे तो वहाँ ab मौजूद है ताकि f0 तो यह ठीक वही बिंदु है जहाँ f का यह ग्राफ x अक्ष से मिलता है तो इस प्रिंसिपल के आधार पर हम एक कन्टिन्यूअस फंक्शन के शून्य खोजने के लिए एक एल्गोरिथ्म विकसित करेंगे और एल्गोरिथ्म की रूपरेखा इस प्रकार है कि हम इन्टरवैल I0ab चुनते हैं जो कि सुनिश्चित करता है कि इन बिंदुओं a और b के बीच या इन्टरवैल I0ab के बीच में एक रूट है तो हम इसे कहते हैं I0a b जिसमें यह गुण है या जो सुनिश्चित करता है कि a और b के बीच एक रूट है बाइसैक्शन मैथड इस सब इन्टरवल का एक सीक्वेन्स उत्पन्न करती है अर्थात हम इसे Ik कह रहे हैं तो k≥1 तो I0 पहले से ही परिभाषित है तो हम मान लीजिए I1 के साथ भी जा सकते हैं तो a1 b1 और a2 b2 तो हम सबइंटरवल के सीक्वेन्स के लिए जाएंगे और इन सबइंटरवल्स की गुण यह होगा कि यहाँ सबइंटरवल पहले वाले का सबसेट होगा उदाहरण के लिए I1I0 और I2I1 इत्यादि तो मूल रूप से हम इन्टरवल के आगामी इन्टरवल को कम कर रहे हैं और इन इन्टरवलस के गुण क्या है तो ये अंत बिंदु फिर से हर समय fakfbk0 गुण का पालन करते हैं इसका मतलब है कि इन्टरवल को कम करते हुए हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि रूट इस नए इन्टरवल में निहित है तो इन्टरवल को कम करने की यह प्रक्रिया अंत में रूट तक ले जाएगी या उस स्थिति में जब यह k→∞ हम यह भी दिखाएंगे कि यह प्रक्रिया रूट के निर्धारण की ओर ले जाएगी या हर बार जब हम इन्टरवल को कम कर रहे हैं इसका मतलब है कि हम रूट के लिए बेहतर एप्रोक्सीमेशन प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि यह स्थिति सुनिश्चित करती है कि रूट नए इन्टरवल के अंत बिंदुओं के बीच स्थित है ठीक है तो बस एक स्यूडोकोड जो कंप्यूटर में प्रोग्राम को कोड या लिखने में तुरंत मदद कर सकता है तो हम क्या करेंगे हम a० और b० को दिए गए इन्टरवल a b के रूप में सेट करेंगे जिसका गुण fafb0 है और फिर हम मध्य बिंदु लेंगे जो कि समद्विभाजन है इसलिए हम दिए गए इन्टरवल को x0ab2 लेकर दो बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं जो कि दो अंत बिंदुओं का मध्य बिंदु है और फिर एल्गोरिथ्म निम्नानुसार जाएगा तो अब हम k0 के लिए जाँच करेंगे तो मान लीजिए k0 है तो हम जाँच करेंगे कि क्या fa0fx00 यदि इसका अर्थ है कि यह केस है तो हमारे पास उदाहरण के लिए यह ab था जिसे हम a0b0 के रूप में भी निरूपित कर रहे हैं और फिर हम मध्य बिंदु को x0 कह रहे हैं और फिर हम जाँच कर रहे हैं कि चाहे यहाँ यह फ़ंक्शन का मान है या फ़ंक्शनल मूल्य से है उनके पास यह गुण है कि प्रोडक्ट ऋणात्मक है इसका मतलब है कि रूट इस इन्टरवल के बीच में कहीं है और अगर ऐसा है तो हम अब नए इन्टरवल को नए इन्टरवल के बाएं बिंदु के रूप में फिर से सेट करेंगे क्योंकि हमारा इन्टरवल अब यह है क्योंकि हम जानते हैं कि इस इन्टरवल में रूट निहित है और इस नए इन्टरवल का दूसरा सिरा x0 होगा तो यह bk1xk है यदि ऐसा नहीं है तो fxkfbk0 उनमें से एक ऋणात्मक होगा क्योंकि बीच में एक रूट है इसलिए या तो यह वहाँ होगा या यह xk और bk के बीच होगा इसलिए यदि यह xk और bk के बीच है तो हम तदनुसार अपना इन्टरवल निर्धारित करेंगे अब बायाँ बिंदु हम xk लेंगे और दायाँ बिंदु हम bk लेंगे तो हमारा नया इन्टरवल अब निर्धारित है और फिर हम xk1 के रूप में फिर से मध्य बिंदु के लिए जाएंगे और फिर हम इन xk के अनुक्रमों को प्राप्त करने के लिए इस k की पुनरावृति के लिए आगे बढ़ेंगे जो वास्तव में रूट का एप्रोक्सीमेशन है और एल्गोरिथम से यह स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं xk निश्चित रूप से एक बेहतर एप्रोक्सीमेशन होगा ज्यामितीय व्याख्या पर आते हैं जो एल्गोरिथम से भी स्पष्ट है लेकिन हम इसे फिर से देख सकते हैं तो मान लीजिए कि यह yf का वक्र है और फिर ये दो बिंदु a और b हैं जहाँ हमें यकीन है कि एक रूट है तो fafb0 तो यह ग्राफ निश्चित रूप से इस x अक्ष को कहीं न कहीं काट देगा यह इन्टरवैल I0 हमारे अंकन में है और फिर हम मध्य बिंदु के साथ जाते हैं तो वह x0 है और हम क्या देखते हैं कि अब दो इन्टरवल हैं एक इस पक्ष मे यहाँ a से x0 तक है दूसरा यहाँ x0 से b तक है लेकिन वह स्थिति फिर से हम जाँच करेंगे कि ff या ff मे से कौन सा ऋणात्मक है तो निश्चित रूप से क्योंकि रूट यहाँ है इसलिए दूसरा ऋणात्मक होगा तो हमारे पास यह I1 होगा हमारी रुचि का इन्टरवल I1 है जो इस पूरे इन्टरवल का दाहिना भाग है और अब भी फिर से हम मध्य बिंदु लेंगे मान लीजिए कि यह x1 है और तब फिर जांच के इस मानदंड के साथ कि रूट कहां है और यह स्पष्ट रूप से इस बाएं इन्टरवल में मौजूद होगा अब रूट यहाँ मौजूद होगा और इसलिए I2 यहाँ से यहाँ तक फिर इस इन्टरवल हो जाएगा हमें मध्यबिन्दु के लिए जाना होगा और फिर देखते हैं कि यह I3 है और इसी प्रकार इसलिए हम इस इन्टरवल को कम कर रहे हैं और फिर इसका मध्य बिंदु रूट का एप्रोक्सीमेशन देगा इसलिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारे पास बहुत छोटा इन्टरवल होगा और फिर इस इन्टरवल का मध्य बिंदु इस फ़ंक्शन f का एप्रोक्सीमेट रूट देगा ठीक है तो बाइसेक्शन मैथड के कनवर्जेंस के बारे में बात करना जो कि इस पद्धति की सुंदरता है यह हमेशा कनवर्जस करता है जिसे हम गणितीय रूप से फिर से देख सकते हैं हालांकि ज्यामितीय रूप से यह स्पष्ट है कि यह कनवर्ज होगा क्योंकि हम इन्टरवल को हमेशा दो भागों में विभाजित कर रहे हैं और इन्टरवल को कम कर रहे हैं इसलिए निश्चित रूप से यह ऐक्चुअल वैल्यू पर जाएगा यह ऐक्चुअल वैल्यू k→∞ के रूप में जाएगा इसलिए हम इस इन्टरवल की लंबाई को Ikbk ak से निरूपित करते हैं और हम जानते हैं कि f0 तो हम इस को खोज रहे हैं और ध्यान दें कि यह IkIk 12 है इसलिए I1I02 या I2I12 क्योंकि हम हर बार इन्टरवल को समद्विभाजित कर रहे हैं और केवल इन्डक्शन द्वारा हम देख सकते हैं क्योंकि यहाँ हमारे पास I1I02 या I2I12 है तो यह IkI02k है और I0 कुछ नहीं बल्कि b a है यह b a प्रारंभिक इन्टरवल है तो हमारे पास यह संबंध है कि इसकी लंबाई Ikb a2k और अब यदि हम त्रुटि को इस ex द्वारा निरूपित करते हैं तो यह एप्रोक्सीमेट वैल्यू है यह ऐक्चुअल वैल्यू है तो यह त्रुटि ex है और हम हमेशा क्या जानते हैं की ek Ik ऐसा क्यों है तो उदाहरण के लिए शुरुआत में त्रुटि e0पर विचार करें e0 क्या है e0x0 तो x0 वहाँ कहीं है और जो इस इन्टरवल में कहीं है तो x0 Ik2 क्योंकि I0 वहाँ से वहाँ तक था और फिर x0 मध्य बिंदु था और हम जानते हैं कि रूट इस इन्टरवल ab में कहीं स्थित है तो निश्चित रूप से x0 Ik2 तो यह क्या है जो हमने यहाँ लिखा है तो x0 Ik2 क्योंकि यह कहीं बीच में है यह बिल्कुल बीच में है और यह या तो इसके दाहिने ओर होगा या इसके बाए ओर होगा तो x0 Ik2 और साधारण तर्क हमें सामान्य रूप से बता सकता है कि ek Ik तो अब यह होने पर हम Ikके संबंध को जानते हैं जिसे हम वहाँ 2k1 से प्रतिस्थापित कर सकते हैं और यह सभी k के लिए सही है और फिर यदि हम उस सीमा को लें की ek0 हैं तो त्रुटि निश्चित रूप से 0 पर जाएगी जो कि ज्यामितीय व्याख्या से भी स्पष्ट है या गणितीय रूप से हम यहाँ देख सकते हैं तो इस बाइसैक्शन मैथड का क्या लाभ है कि यह विश्व स्तर पर कनवर्जेंट है कनवर्जेंस वैश्विक है हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है हमें फ़ंक्शन की निरंतरता के लिए किसी अन्य शर्त की आवश्यकता नहीं है और जिसका किसी दिए गए इन्टरवल में कुछ रूट है तो हमें उस इन्टरवल को खोजना होगा इसलिए एक बार जब हमारे पास कनवर्जेंस की गारंटी होती है तो हमें फ़ंक्शन या इसके डैरिवेटिव आदि पर किसी अन्य शर्त की आवश्यकता नहीं होती है तो यह इस पद्धति का मुख्य लाभ है लेकिन अगर हम कनवर्जेंस के बारे में बात करते हैं तो नुकसान बहुत तेज नहीं है क्योंकि हम इसे केवल आधे और आधे से विभाजित कर रहे हैं इसलिए यह एक प्रकार का लीनियर कनवर्जेंस है जो इस बाइसैक्शन मैथड का एकमात्र दोष है तो हम समीकरण की सबसे छोटी धनात्मक रूट प्राप्त करने के लिए बाइसैक्शन मैथड के पांच इटरेशनस का प्रदर्शन कर सकते हैं तो पहले हमें उस इन्टरवल को समझना होगा जहाँ यह रूट है और यह एक और कठिनाई है जो हमारे पास हमेशा सभी प्रकार की इटरेटिव मैथड में होती है कि हमें कुछ प्रारंभिक अनुमान चुनने होगे तो यहाँ प्रारंभिक अनुमान इन्टरवल है हमें खोजना होगा और यदि हम वास्तविक नियम लेते हैं क्योंकि इस मामले में हम पता लगा सकते हैं तो यहाँ तीन रूट हैं यह सबसे छोटा रूट 0201 वास्तव में इस 0 के करीब है अन्य दो 2 और 2 हैं इसलिए यदि हम इस समीकरण को भी देखें तो हमारे पास f01 और f1 3 है तो यह 0 और 1 के बीच एक रूट है और निश्चित रूप से यह हमारे पास सबसे छोटी रूट होगी तो f0f10 इसलिए इस इन्टरवल 01 में एक मूल है इसलिए हम अपने एल्गोरिथ्म में इनिशियलाइज़ेशन करेंगे कि a00 और b01 और फिर हम x0 के साथ जाएंगे जो कि मध्य बिंदु 05012 है तो यह हमारा पहला एप्रोक्सीमेशन है 0th एप्रोक्सीमेशन या इनिशियलाइज़ेशन जो कहता है कि x005 और अब हमें जाँचना है कि रूट कहाँ निहित है अब हमने इन्टरवल को द्विभाजित कर दिया है तो हम देखेंगे कि रूट 0 और 05 के बीच है या यह 05 और 1 के बीच है यही हमें जाँचना है इसलिए हमें स्थिति की जाँच करनी होगी तो इस मामले में हम देखते हैं कि fafx0 जिसका अर्थ है कि मूल 0 और 05 के बीच है इस तरह हम अगला इन्टरवल पाएंगे तो चलिए इटरे शन्स के साथ चलते हैं तो हम पहले से ही देखा है कि 0 1 तब 05 और हमने देखा है कि यह रूट a0और x0 के बीच निहित है तो इस इनिशियलाइज़ेशन के बाद पहले एक इटरेशन के रूप में यहाँ हम क्या करेंगे तो अब हम a1 की जाँच करेगे तो a10 अगले इन्टरवल पर बाईं सीमा 0 है और दाईं सीमा हम 05 लेंगे जहाँ फ़ंक्शन ऋणात्मक है यहाँ फ़ंक्शन धनात्मक है कोई हमेशा जांच कर सकता है कि मूल रूप से क्या जांचना है कि क्या यह फ़ंक्शन का संकेत है फिर हम यहाँ इनमें से मध्य बिंदु akbk के साथ जाएंगे यहाँ फिर से यह एक मध्य बिंदु xk है हमें फ़ंक्शन मान की जांच करनी है कि यह धनात्मक और ऋणात्मक है या नहीं तो यह इस केस में ऋणात्मक के रूप में आ रहा है तो हम यहाँ जो देखते हैं वह धनात्मक है यहाँ यह ऋणात्मक है इसलिए रूट इस इन्टरवल 0025 के बीच स्थित है तो हम सेट करेंगे की यह हमारा इन्टरवल है और 0 025 हमारा इन्टरवल होगा और फिर हम यहाँ मध्य बिंदु लेंगे 0125 और फिर से जांच करेंगे कि f का साइन वहाँ धनात्मक है इसलिए यहाँ धनात्मक है यहाँ धनात्मक है तो इसके बीच कोई रूट नहीं है इस इन्टरवल में अब हमारे पास एक रूट होगा f धनात्मक f ऋणात्मक तो हमारा इन्टरवल अब 0125025 बन जाएगा तो 0125025 नया इन्टरवल है और फिर इसका मध्य फिर से 01875 देगा और यहाँ f धनात्मक है यहाँ f धनात्मक है लेकिन यहाँ f ऋणात्मक है तो अब यह नया इन्टरवल fxkfbk0 देगा और इसलिए एक नया इन्टरवल यह 01875 025 और फिर से हम यहाँ मध्य बिंदु लेंगे इसलिए हमारे पास नया मान 021875 है और वहाँ f ऋणात्मक है अब यह होने पर यह धनात्मक है यह ऋणात्मक है जिसका अर्थ है कि हम जानते हैं कि इन्टरवल अब इस चौथे इटरेशन के बाद है हमारा नया इन्टरवल 01875021875 तो चौथी इटरेशन के बाद रूट इसी इन्टरवल01875021875 में निहित है तो x5 के लिए अब हम इसका केवल मध्य बिंदु प्राप्त कर सकते हैं इसलिए हम यहाँ औसत लेंगे और औसत यह 0203125 देगा पांचवीं इटरेशन के बाद वह x5 है तो हम देख सकते हैं कि यह वास्तविक रूट भी कुछ 020 था तो यह मेल खा रहा है यह पांच इट्रेशन्स के बाद इसके करीब पहुंच रहा है अगर आप स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ते हैं तो यह रूट में सुधार होगा तो हम कर सकते हैं की यह एक सरल एल्गोरिथ्म है जिसे हमने इस सरल उदाहरण के साथ प्रदर्शित किया है और यह हमेशा इन्टरवल की जांच कर रहा है जहाँ रूट निहित है और फिर इन्टरवल को कम कर रहा है और बस इतना ही तो किसी फ़ंक्शन की रूट की गणना करने के लिए यह एक बहुत ही सरल एल्गोरिथ्म है एक और एल्गोरिथ्म जिसके बारे में हम बात करेंगे वह एक और तरीका है जो फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन मेथड है तो यह एक प्रॉपर इटरेशन मैथड है जिस पर अब हम चर्चा करेंगे तो वास्तव में एक सामान्य इटरेशन मैथड का विचार इस सिद्धांत पर निहित है कि यदि हम दिए गए फ़ंक्शन fx 0 को फिर से इस xgx के रूप में लिखते हैं इसलिए हम दिए गए फ़ंक्शन fx 0 को फिर से इस xgx के रूप में लिखते हैं हम x को एक तरफ लाएंगे और बाकी सब कुछ हम दाईं ओर ले जा सकते हैं ताकि हमारे पास यह फॉर्म xg हो और एक बार हमारे पास यह रूप xg है हम इटरेशन सेट कर सकते है क्योंकि fx0 से हम x प्राप्त कर रहे है वह रूट है हम पहले ही लिख चुके हैं कि x किसी अन्य फ़ंक्शन g के बराबर है तो यहाँ भी हम x की तलाश कर रहे हैं जो इस समीकरण को संतुष्ट करता है जिसका अर्थ है कि यह इस समीकरण का रूट है इसलिए यह पता लगाने के लिए कि कौन सा x इस समीकरण को संतुष्ट करता है हम इस बिंदु पर यह कहकर इटरेशन सेट करते हैं कि यह xk1gxk है इसलिए हम शुरुआती मान एप्रोक्सीमेट वैल्यू का चयन करेंगे मान लें कि x0 g की गणना करता है हम इसे x1 कहेंगे फिर x1 यहाँ जाएगा फिर हम इसे x2 x3 इत्यादि कहेंगे यह एप्रोक्सीमेशन का एक सीक्वेंस होगा और हम यह दिखाएंगे कि कुछ शर्तों के तहत ऐसा सीक्वेन्स वास्तविक रूट में परिवर्तित होता है जैसा कि बाइसेक्शन मैथड में नहीं होता है तो कनवर्जेंस स्वाभाविक रूप से इस बात पर निर्भर करेगा कि हम इसको fx0 से xg कैसे फिर से लिखते हैं यह वास्तव में कनवर्जेंस पर निर्भर करता है इसलिए क्योंकि कई तरीके हैं हम इस fx 0 को फिर से xgx के रूप में लिख सकते हैं मेरा मतलब है कि यह एक अनूठा तरीका नहीं है कि हमें fx 0 को इस रूप में लिखना है तो यहाँ कई तरीके हैं और कनवर्जेंस स्वाभाविक रूप पर निर्भर करेगा और हम यह प्रदर्शित करेंगे कि हम g को कैसे परिभाषित करते हैं इस पद्धति के लिए यह नाम फिक्स पॉइंट क्यों आया है बिंदु क्योंकि यहाँ x फ़ंक्शन g का फिक्स पॉइंट कहा जाता है यदि हमारे पासxgx तो एक फ़ंक्शन दिया जाता है उदाहरण के लिए g दिया जाता है और बिंदु x को इसका फिक्स पॉइंट कहा जाता है यदि हमारे पास यह गुण है कि xgx तो इस आधार पर क्योंकि हम इस g के इस फिक्स पॉइंट की तलाश कर रहे हैं हम इसे एक फिक्स पॉइंट इटरेशन मैथड कह रहे हैं तो यह fx0 होने पर हम xg फिर से लिखते हैं और इसके कई रूप हो सकते हैं उदाहरण के लिए यह अद्वितीय है हम gxx f ले सकते हैं इसलिए अब हमारे पास यहाँ क्या है उदाहरण के लिए xx f है और यदि हमने इसे लिया है तो x रद्द हो जाता है और फिर से हमें fx0 मिलेगा तो यह फ़ंक्शन है फ़ंक्शन g में से एक हम हमेशा x f के रूप में चुन सकते हैं और यह कुछ भी नहीं है लेकिन यह कह रहे हैं कि f xg के बराबर है तो यहाँ हम बिल्कुल fx0 देंगे तो यह उन फ़ंक्शनस में से एक है जिसके साथ हम काम कर सकते हैं एक और हम कह सकते हैं gxx2fx तो इसे परिभाषित करने के कई तरीके हैं जैसे हमारे पास gxx2fxx है फिर से x रद्द हो जाता है और फिर आपको gxx2fx मिल जाएगा इसलिए हमारे पास कई तरीके हैं केवल 2 ही नहीं हमारे पास 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं तो यह एक तरीका है इसलिए इस gको परिभाषित करने के असीमित तरीके हैं एक और संभावना जो थोड़ी जटिल है हमारे पास gxx fxfx हो सकता है उदाहरण के लिएइसलिए यहाँ भी xgxx fxfx और यह x रद्द हो जाता है और फिर आपको fx0 मिलेगा तो यह भी fx0 के बराबर है तो यहाँ वास्तव में यह विशेष g जो एक अन्य मैथड न्यूटन रैफसन मैथड की ओर ले जाता है जिसकी चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे तो हमने यहाँ क्या देखा है कि g को परिभाषित करने के लिए असीम रूप से कई संभावनाएं हो सकती हैं अब हम बात करेंगे कि कौन सा g हमें चुनना चाहिए ताकि कनवर्जेंस की गारंटी हो और यही हमारे पास कनवर्जेंस के लिए पर्याप्त शर्त है इसलिए यदि यह g निरंतर है तो यह बहुत स्वाभाविक स्थिति है कि हमारे यहाँ कुछ इन्टरवल में यह ab है और इसमें रूट है तो हमारे पास एक इन्टरवल है जहाँ फ़ंक्शन निरंतर है और हमें यकीन है कि इस इन्टरवल में रूट है और यदि हमारे पास इस इन्टरवल में यह gx 1 है तो इन्टरवल ab यदि हमारे पास यह शर्त है कि डेरीवेटिव 1 से सख्ती से कम है तो हम किसी भी विकल्प के लिए किसी भी प्रारंभिक विकल्प के लिए इस इन्टरवल ab में हम सीक्वेंस xk लेते हैं तो हमें x1 x2 x3 इत्यादि मिल रहे हैं और यह सीक्वेंस रूट में कनवर्ज हो जाएगा जिसे हम अभी देखेंगे तो प्रूफ के स्केच पर जा रहे हैं इसलिए हम इस त्रुटि xk1 x पर विचार करते हैं x वास्तविक फिक्स पॉइंट है तो xइस समीकरण fx0 का रूट है तो एल्गोरिथ्म से हमारे पास xk1 xgxk gx है ऐसा इसलिए है क्योंकि यह फिक्स पॉइंट है इसलिए यह होने पर हम यहाँ मीन वैल्यू थ्योरम लागू करते हैं हमें gxk gxgxk x प्राप्त होता है अतः कि हमारे पास gxk x है तो वह मीन वैल्यू थ्योरम है जिसे हम आमतौर पर fb fabaf की तरह लिखते हैं इसलिए हमने इस मीन वैल्यू थ्योरम को लागू किया है इसलिए यह इस बिंदु xk और x के बीच कहीं स्थित है और यह मीन वैल्यू थ्योरम है तो अब हम जानते हैं कि पूरे इन्टरवल ab में gx है तो हम जहाँ कहीं भी हैं तो यह gx और वहाँ xk1 xxk x2xk 1 x का उपयोग करते हुए और फिर हम इन्डक्शन से xk1 xxk x2xk 1 xk1x0 x ऐसा कर सकते हैं इस के बाद यह स्पष्ट है कि जब से 1 कि शर्त है हम चाहते हैं कि डेरीवेटिव 1 से भी कम होना चाहिए हालांकि यह 1 हमारे पास k→0जब k→∞ है तो इसका प्रमाण हमारे पास है तो क्या शर्त है कि इन्टरवल में जिसमें रूट और प्रारंभिक अनुमान शामिल है यह g1 है इसकी ज्यामितीय व्याख्या की बात करें तो हमारे पास इस पंक्ति में yx है और हमारे पास yg है यह कर्व का ग्राफ और आप कहाँ xg देख रहे हैं तो यह पॉइंट यहाँ है तो यह वास्तव में एक रूट है जिसे हम कहते हैं और यही वह है जिसे हम ढूंढ रहे हैं तो हम कुछ प्रारंभिक अनुमान x0 के साथ शुरू करते हैं उदाहरण के लिए यहाँ फिर हम x1 की गणना इस g द्वारा करते हैं और यह बिंदुx0x1 यहाँ है और फिर यह x1 बिल्कुल इस बिंदु पर है क्योंकि यहाँ से yx रेखा गुजरती है तो यह ऊंचाई है और यहाँ दोनों बराबर हैं इसलिए यहाँ अब यह x1 भी है और यह इस ग्राफ को वहाँ काटता है जो अब x2 होगा तो यह हमारा x1x2 है और आगे हम ऐसा ही करेंगे यह आपका x2 यहाँ है तो हम देखते हैं कि हमने कहीं से शुरू किया यहाँ अभी x1 था और x2 भी करीब है तो यह वह वास्तविक रूट है यह हमारा है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं इसलिए हम इस के करीब जा रहे हैं और फिर हमारे पास आगे x3 आएगा और फिर यहाँ हमारे पास यह x3 है जो इस बिंदु के और करीब है और फिर हम इसे जारी रखेंगे और अंत में इस बिंदु पर पहुंचेंगे इसलिए यह इस फिक्स पॉइंट इटरेशन मैथड की अवधारणा है तो हम यहाँ उदाहरण x3 5x10 के साथ जाएंगे वही उदाहरण जिसे हमने पहले लिया है और आइए हम उस रूट की गणना करें जो 020 था और इसी तरह तो अब हम समीकरण को फिर से लिखते हैं इसलिए पुनर्लेखन के कई तरीके हैं तो हमारे पास यह पहला दृष्टिकोण है हम इसके पुनर्लेखन के अन्य तरीकों पर भी विचार करेंगे सबसे पहले हम यहाँ 5xx31 ले रहे हैं और फिर हमने xx315 लिया है तो हमने इस g को लिया है और फिर इटरेशन को निर्धारित किया तो xk11xk35 और ध्यान दें कि gx3x25 है इसलिए यदि हम जानते हैं कि रूट इस 0 और 1 के बीच स्थित है तो यदि हम इस इन्टरवल में प्रारंभिक अनुमान के रूप में इस 05 को चुनते हैं और हम इस केस में भी सुनिश्चित हैं कि इस इन्टरवल 01 में जो भी मान है यह gx3x251 है और फिर हमारे पास यहाँ यह स्थिति है तो यह कनवर्जेंस के लिए पर्याप्त शर्त को संतुष्ट करता है इसका मतलब है कि यदि यह योजना सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त शर्त पूरी होती है तो यह कनवर्ज होगी अगर यह संतुष्ट नहीं करता है तो यह निश्चित नहीं है कि यह कनवर्ज होगा या नहीं होगा क्योंकि हमारे पास यहाँ केवल पर्याप्त शर्त है आवश्यक अपर्याप्त शर्त नहीं है इसलिए इसे प्राप्त करते हुए हम x005 से शुरू करते हैं हम वास्तव में 0 और 1 के बीच किसी भी प्रारंभिक अनुमान को चुन सकते हैं और यह शर्त सुनिश्चित करती है कि यह न केवल 05 के लिए कनवर्ज करेगा लेकिन हम कोई अन्य अनुमान 01 भी ले सकते हैं हम 08 09 आदि ले सकते हैं यह कनवर्ज करेगा इसलिए उदाहरण के लिए यदि हम 05 लेते हैं और फिर हम x1 की गणना करते हैं इस इटरेटिव योजना से 022 फिर 020 इत्यादि और हम यहाँ देखते हैं 02016 है साथ ही यह 02016 था इसलिए इस पांचवें इटरेशन के बाद ही योजनाएँ कनवर्जेंट प्रतीत होती हैं आपके पास 02016 है यहाँ यह 020 भी है इसलिए इन चार अंकों तक कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो यह एक बहुत अच्छा एप्रोक्सीमेशन है यदि चार अंकों को 02016 माना जाता है हम उसी योजना में क्या देखेंगे उदाहरण के लिए यदि हम यहाँ 25 प्रारंभिक अनुमान लेते हैं तो यह प्रारंभिक अनुमान 25 होने का मतलब है कि हमारा इन्टरवल जिसमें रूट शामिल है जो कि 020 था अब तक 025 तो हमारा इन्टरवल 0 से 26 या 25 तक मान लें तो इस इन्टरवल में रूट है लेकिन अब समस्या यह है कि अगर हम उस g1 की जाँच करें तो अब इस बार कनवर्जेंस की गारंटी नहीं है यदि हम यह प्रारंभिक अनुमान लेते हैं तो यह कनवर्ज हो सकता है यह कनवर्ज नहीं हो सकता है उदाहरण के लिए यदि हम यहाँ x1 की गणना करते हैं x2 x3 और x 12873×105 तो यह इस केस में कनवर्ज नहीं कर रहा है क्योंकि हमारा प्रारंभिक अनुमान हमने 025 लिया है और यदि इन्टरवल में हम मानते हैं कि जो प्रारंभिक अनुमान के साथ साथ रूट भी रखता है इसका अर्थ है कि यह 022 है 26 जेसा कुछ यदि वे इस इन्टरवल पर विचार करें तो यहाँ ऐसे बिंदु हैं जहाँ g अपनी पर्याप्त शर्त को संतुष्ट नहीं कर रहा है इसलिए यहाँ हम वास्तव में निश्चित नहीं थे कि यह कनवर्ज होगा या नहीं लेकिन वास्तविक गणना से पता चलता है कि यह वास्तव में कनवर्ज नहीं करता है इट्रेशन्स घनात्मक अनंत की ओर मोड़ रहे हैं तो जो हमने अभी देखा है वह सिर्फ एक टिप्पणी है कि gx3x25दोनों ही केसेस में पहले मामले में g1 और इसलिए कनवर्जेंस की गारंटी दी गई थी जबकि दूसरे मामले में इन्टरवल जिसमें रूट और प्रारंभिक अनुमान g1 है कुछ बिंदुओं पर कनवर्जेंस की गारंटी नहीं है जो कि एक संख्यात्मक गणना में भी परिलक्षित होता है अब हम क्या करते हैं यदि हम उदाहरण के लिए समीकरण को इस तरह से फिर से लिखते हैं कि xgx 1x2 5 तो इसे फिर से लिखने के कई तरीके हैं यह उनमें से एक है और अब अगर हम वही प्रारंभिक अनुमान 025 लेते हैं और अब हम जांचते हैं कि यह इस रूट में परिवर्तित हो रहा है इसलिए केवल समीकरणों को फिर से लिखने से वही प्रारंभिक स्थिति वास्तविक रूट के निर्धारण में परिवर्तित हो सकती है लेकिन यहाँ हम ध्यान दें कि g2 2 और इस स्थिति में भी इन्टरवल जिसमें रूट और प्रारंभिक अनुमान g1 है तो संदेश क्या है क्योंकि यह पर्याप्त शर्त है कि g1 तो हमें यकीन है कि इटरेशन कनवर्ज होगा उदाहरण के लिए इस मामले में यह 1 से अधिक है यह कनवर्ज हो सकता है और यह कनवर्ज नहीं हो सकता है और संख्यात्मक गणना से पता चलता है कि वास्तव में यह इस केस में कनवर्ज करता है जबकि पहले केस 2 में हमने जो देखा है वह g1 और सीक्वेन्स कनवर्ज नहीं करता है तो ये पर्याप्त शर्तें हैं इसलिए यदि हमने वह शर्त पूरी कर ली है तो हमें यकीन है कि यह कनवर्ज होगा यदि ऐसा नहीं है तो यह केस 3 की तरह कनवर्ज हो सकता है यह केस 2 की तरह कनवर्ज नहीं हो सकता है तो ये वे संदर्भ हैं जिनका उपयोग हमने इस व्याख्यान को तैयार करने के लिए किया है और केवल निष्कर्ष निकालने के लिए हमने बाइसैक्शन मैथड पर चर्चा की है और यह एक इटरेटिव दृष्टिकोण था जो एक इन्टरवल को कम करता है जिसमें एक फ़ंक्शन f की रूट होती है और उस दृष्टिकोण में सबसे महत्वपूर्ण कनवर्जेंस हमेशा गारंटीड होता है दूसरा दृष्टिकोण यह था जहाँ हमने फिक्स पॉइंट मैथड पर चर्चा की है यह fx 0 को x g के रूप में पुनर्लेखन करने पर आधारित था और इसके होने से हम वहाँ इट्रेशन्स को सैट कर सकते हैं और इस पद्धति का कनवर्जेंस इस g पर निर्भर था और अगर हमारे पास यह शर्त है कि 1 तो कनवर्जेंस की गारंटी है और जैसा कि हमने कई केसेस को भी देखा है कि यह वास्तव में पर्याप्त शर्त है यदि यह शर्त पूरी नहीं होती है तो एक केस में कनवर्जेंस प्राप्त किया गया था दूसरे में यह प्राप्त नहीं हुआ था इसलिए इस व्याख्यान के लिए बस इतना ही और आपके ध्यान के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं